व्याख्यान 30 भाग 1 वायरलेस चैनलों की कैपेसिटी - सीएसआईआर ठीक है सुप्रभात चलिये शुरू करें आज हम उस जगह से शुरु करेंगें जहाँ से हमने व्याख्यान 28 में छोड़ा था तो व्याख्यान 29 रीव्यू व्याख्यान था इसलिए व्याख्यान 29 वह था जहां हमने व्याख्यान 12 से 28 के रीव्यू किये थे और व्याख्यान 28 को हमने अंत मे कवर किया था इसलिए हम ओएफडीएम के परिचय से उठाते हैं जो व्याख्यान 28 में दिया गया था तो यही आज के लिए हमारा शुरुआती बिंदु है आज की सामग्री में वायरलेस चैनलों की कैपेसिटी शामिल है तो इसके लिए उत्कृष्ट संसाधनों में से एक एंड्रिया गोल्डस्मिथ की पुस्तक का अध्याय 4 वायरलेस कम्युनिकेशन है इसलिए मैं निश्चित रूप से आपको उस पर एक नजर डालने के लिए प्रोत्साहित करूंगा इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने जो देखा था उसे रिफ्रेश करने के लिए हमने कहा कि शैनन कैपेसिटी Blo g2 1 Γ द्वारा दी गई है और हमने एसएनआर को सिग्नल पॉवर बाय नॉइज़ पॉवर के रूप में परिभाषित किया है नॉइज़ पॉवर N 0 B❑ है तो दिया गया है कि यदि आपके पास एक चैनल है जहां हानि ऐडिटिव व्हाइट गौसिअन नॉइज़ है तो हम जानते हैं कि चैनल की कैपेसिटी की गणना कैसे करें तो यह पहला परिणाम था जो स्थापित किया गया था दूसरा एलिमेंट जो हाइलाइट किया गया था वह यह था कि हम वायरलेस चैनलों के साथ डील कर रहे हैं ये इस्टैटिक चैनल नहीं हैं ये लगातार बदल रहे हैं क्योंकि या तो उपयोगकर्ता बढ़ रहा है या पर्यावरण बदल रहा है इसलिए हमें वैरिएबल गेन टर्म जिसे α कहते हैं इंट्रोडूस करना है ठीक है तो α समय का एक फ़ंक्शन है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोकेशन के संदर्भ में कहां हैं इसलिए प्राप्त सिग्नल की अब एक मॉडिफाइड एक्वेसन है इसलिए प्राप्त सिग्नल है r α s η ध्यान दें कि यह नया टर्म है आप इसे किसी प्रकार के वैरिएबल गेन टर्म के रूप में मान सकते हैं ठीक है इसे एक वैरिएबल गेन के रूप में सोचें लेकिन शायद इसे देखने का सही तरीका फ़ेडिंग के इफ़ेक्ट के रूप मे होता ठीक है तो गेन का मतलब है कि यह कुछ है सिग्नल बड़ा हो जाता है वायरलेस चैनल में आपके द्वारा ट्रांसमिट किये जाने की तुलना में बहुत रेयरली ही सिग्नल बड़ा हो पाता है तो मूल रूप से इसमे वास्तव में ऐमप्लितुड के संदर्भ में एक दिप हो सकता है तो वास्तव में यह एक फ़ेडिंग कोएफ़्फ़िसीएन्ट है इसलिए इसे एक पैरामीटर के रूप में सोचें जिसकी निगरानी के मामले में आपको सावधान रहना होगा क्योंकि यह आपके सिग्नल स्तर को कम कर सकता है ठीक है दूसरा अगला एलिमेंट जिसके बारे में हमने वायरलेस चैनल के संदर्भ में बात की थी कि क्या सिग्नल को टाइम डिसपर्सन मिला है तो मुझे सिर्फ एक आकृति ड्रा करने दे जो इस बिंदु को स्पष्ट करने में मदद करेगा तो मान लें कि आप एक बेस स्टेशन से ट्रांसमिट कर रहे हैं और आप मूल रूप से एक मोबाइल में से सिग्नल पिक कर रहे हैं तो मान लें कि वहाँ ऐसी इमारतें और वस्तुएं हैं जो परावर्तकों के रूप में कार्य करेंगी और कुछ कारणों से कोई लाइन ऑफ़ साइट पाथ नहीं है तो चलिए मान लेते हैं कि किसी प्रकार का अवरोध है जो लाइन ऑफ़ साइट पाथ को बाधित करता है तो सिग्नल मूल रूप से मोबाइल को मिलता है नॉन लाइन ऑफ साइट इसलिए वह पथ संख्या 1 है दूसरा पथ है जब ये 2 सिग्नल्स अगर उनकी अलग अलग पथ लंबाई है तो यदि यह मेरा ट्रांसमिटेड सिग्नल है पुनः मैं इसे हाइलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं यह सिर्फ दृष्टांत उद्देश्यों के लिए है यदि मैं एक पल्स को ट्रांसमिट करता हूं तो मैं इसे नीले पथ पर समय के कुछ विलंब के साथ प्राप्त करूंगा जो कि देरी से आएगा और लाल पथ शायद समय में थोड़ा और देरी करेगा ठीक है इसलिए मूल रूप से आप देखेंगे कि कई प्रतियां मौजूद हैं और वे वास्तव में सिग्नल हानि का कारण बन सकती हैं अब मुझे उस आकृति पर वापस जाने दें जिसे हमने पिछली बार ड्रा किया था अगर मेरे पास केवल एक ही पथ है जिसका मतलब है कि मेरे पास केवल एक α होगा तो इसका मतलब है कि समय में मेरा चैनल रिस्पांस इम्पल्स की तरह दिखता है अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में देखता हूं तो यह फ्लैट है तो यह वह है जहाँ हम टर्मनिलॉजी फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल्स प्राप्त करते हैं तो यह ऐसा होगा यदि आप यह करेस्पांड करेगा विशेष रूप से यह एक फ्रीक्वेंसी फ्लैट चैनल को करेस्पांड करेगा ठीक है तो इस चैनल की ये फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सभी फ्रीक्वेंसीज़ को एक ही गेन का अनुभव होता है इसलिए वहाँ सिग्नल का कोई डिस्टॉरशन नहीं होता है इसलिए यदि नीली रेखा एक सिग्नल स्पेक्ट्रम थी जो आपको ट्रांसमीटर पर भी प्राप्त होगी अब दूसरा मामला जहां कई प्रतियाँ हैं जैसे हमने ड्रा किया है और वे विभिन्न डिलेस पर आ रहे हैं तो आइए हम बताते हैं कि दृष्टांत उद्देश्यों के लिए सिग्नल की 4 प्रतियां हैं वे सभी समय मे डिलेस से आ रहे हैं अब हाँ यह वही है जो चैनल इम्पल्स रिस्पांस समय में दिखता है तो आपका y अक्ष क्या है यह ऐमप्लितुड है x अक्ष डिले है ठीक है यह समय के संदर्भ में भी मापा जाता है मिलीसेकंड्स या माइक्रोसेकंड्स तो यह वही है जो ऐसा दिखता है और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है अब क्योंकि वहाँ कई टैप्स हैं यह अब फ्लैट नहीं रहा है आपको एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मिलता है आप जो नहीं चाहते हैं वह एक नल होना है क्योंकि इसका मतलब है कि सिग्नल बिल्कुल प्रोपेगेट नहीं करेगा लेकिन कुछ वेरिएसंस हो सकते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं करते हैं असल में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि α 1 α 2 α 3 क्या हैं और उनके डिलेस क्या है इसलिए मूल रूप से यदि चैनल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कांस्टेंट नहीं है तो हम इसे फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव चैनल के रूप में कहते हैं और बहुत बार हम इसके साथ टर्म फ़ेडिंग भी जोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ़ेडिंग चैनल फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव क्यों बना क्योंकि यह डिसपेरसिव था और तब इसे कांस्टेंट नहीं कहते है और इसका कारण फ़ेडिंग इफ़ेक्ट होता है तो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फ़ेडिंग चैनल या एक फ़्लैट फ़ेडिंग चैनल ठीक है तो ये 2 परिदृश्य हैं यदि ऐसा होता है और नीली रेखा आपका सिग्नल स्पेक्ट्रम है तो आप देख सकते हैं कि आपका सिग्नल डिसटॉर्ट होने वाला है और रिसीवर को इस चैनल के प्रभावों को पूर्ववत करना होगा तो यह एक एलिमेंट है जिसे हमने देखा ठीक है अब कैपेसिटी के संदर्भ में वापस जा रहा हूं तो एक एडब्लूजीएन चैनल में हम शैनन कैपेसिटी को Blo g2 1 Γ के रूप में परिभाषित करते हैं अब हम एक फ़ेडिंग चैनल में हैं वायरलेस चैनल इसलिए मैं एक फिक्स्ड गामा के बारे में बात नहीं कर सकता मैं एक लोअर केस गामा γ के बारे में बात करता हूं जहां यह एक वेरिएबल है ठीक है और वास्तव में यह एक रैंडम वेरिएबल होगा ठीक है हम उसी पर वापस आएंगे अभी यह सिर्फ इतना है कि यह एक फिक्स्ड मात्रा नहीं है ठीक है इसलिए अब मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि एसएनआर के ऊपर जाने और नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए हमने एक विशेष उदाहरण लिया हमने दो डेटा पॉइंट्स को देखा जब आप एसएनआर को 100 मीटर की दूरी पर देखते हैं और तब क्या होता है जब आप एसएनआर को 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी पर देखते हैं इसलिए मूल रूप से हमने 2 उदाहरणों को देखा हमने देखा कि एसएनआर अलग हैं और यह पता चला है कि 100 मीटर के मामले में हमें प्रति सेकंड 1531 किलोबिट्स मिलते हैं 1 किलोमीटर पर यह नीचे जाता है प्रति सेकंड 14 किलोबिट्स तक तो फिर एसएनआर का प्रभाव कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो अब इसे फ़ेडिंग चैनल में ट्रांसलेट करें मूल रूप से फ़ेडिंग चैनल कहता है एसएनआर कांस्टेंट नहीं है यह ऊपर और नीचे जा रहा है जिसका मतलब है कि कैपेसिटी ऊपर और नीचे जा रही है इसलिए हमें अब एक सार्थक रिफरेन्स पॉइंट के बारे में बात करने की आवश्यकता है के लिए इसलिए हमने फिर क्या बात की हमने जो कहा यदि आप एसएनआर के प्रोबबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं ठीक है एसएनआर के तो हम जो कह सकते हैं कि हम अब एक प्रोबेबिलिस्टिक कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं यह है इस pγ γ एसएनआर की पीडीएफ है तो हमने कहा कि ठीक है इसलिए यह वह दिशा है जिसमें हम जा रहे हैं यह अब निश्चित संख्या नहीं रही है यह एक एर्गोडिक कैपेसिटी या कुछ संख्या है जो स्टैटिस्टिकल है इसलिए हम इसे थोड़ा और जानने जा रहे हैं इसलिए हमने एक विशिष्ट उदाहरण लिया हमने कहा कि आइए एक चैनल लें जहां 3 संभावित एसएनआर हों वैसे α 1 ऐमप्लितुड कोएफ़्फ़िसीएन्ट है एसएनआर का मतलब है कि यह α 2 होगा इसलिए हमें इसे लेना होगा तो मूल रूप से तात्कालिक एसएनआर α 2 Γ होगा ठीक है तो एसएनआर है α1❑ 005 टाइम्स 01 की प्रोबबिलिटी के साथ α2❑ 05 की प्रोबबिलिटी के साथ और α3 के 1 होने के लिए 04 की प्रोबबिलिटी के साथ ठीक है इसलिए हमने फिर अलग अलग वैल्यूज को देखा और मैंने आपसे बस जल्दी से सत्यापित करने के लिए कहा कि आपको एक एर्गोडिक कैपेसिटी मिली थी जो 1992 किलोबिट्स प्रति सेकंड हो गई थी मुझे आशा है कि आप ऐसा करने में सक्षम रहे मुझे केवल निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी के साथ जोड़ने दें इसलिए मूल रूप से हम कैपेसिटी एर्गोडिक कैपेसिटी को देख रहे हैं इस विशेष समस्या में यही हमारा काम है तो हमने कहा कि वहाँ 3 एसएनआर हैं इसलिए वहाँ α1 है जो एक एसएनआर γ1 को ले जाएगा आपको γ1 0833 मिलना चाहिए α2 से γ2 मिलना चाहिए जो 8333 था α3 से एक γ3 मिलना चाहिए था जो 33333 था अब यह एक शैनन कैपेसिटी को करेस्पांड करता है C12623 kbps C219194 kbps C325155 kbps तो ध्यान दें कि यह सब कैपेसिटी है सिर्फ एक 30 किलोहर्ट्ज़ चैनल के लिए बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज़ है लेकिन शैनन की लिमिट्स Shannons limits शैनन की थ्योरम Shannon's theorem कहती है कि आप बैंडविड्थ को कई बार पंप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसा मॉड्यूलेशन कर रहे हैं जो बाइनरी नहीं है लेकिन कुछ उच्च स्तरीय मॉड्यूलेशन है एर्गोडिक कैपेसिटी जो थी जिसकी हमने आखिरी स्लाइड में गणना की थी एर्गोडिक कैपेसिटी होगी 01× C1 05 × C204 × C31992 kbps अब एक बहुत दिलचस्प समानांतर अवलोकन है ¯γ क्या है तो मूल रूप से 3 संभव एसएनआर थे औसत एसएनआर ¯γ 01 × γ 1 05 × γ 204 × γ 31751 द्वारा दिया जाता है अब कोडिंग थ्योरी में एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है जो इनफार्मेशन थ्योरी जिसका आपने डिजिटल कम्युनिकेशन में अध्ययन किया होगा मैं बिना रिजल्ट के सिर्फ इसे कोट करूंगा इसे जेनसेन इनइक्वैलिटी कहा जाता है जेनसेन इनइक्वैलिटी मूल रूप से कॉन्क्लेव फंक्शन्स से डील करती है यदि आपके पास कॉन्क्लेव फंक्शन है E ψ ≤ψ E x तो मूल रूप से कैपेसिटी फ़ंक्शन जो कि मूल रूप से एक लोगैरिथ्मिक फ़ंक्शन है व्यवहार करता है जैसे मूल रूप से एक कॉन्क्लेव फंक्शन है तो यह एर्गोडिक कैपेसिटी जो कि कैपेसिटी की अपेक्षित वैल्यू है अगर मैं अब इसकी औसत एसएनआर की कैपेसिटी के साथ तुलना करना चाहता था तो मूल रूप से मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जोकि ψ E x है तो हम उस कैपेसिटी को देख रहे हैं जो कि CBlo g2 1¯γ 2238 kbps द्वारा दी जाती है तो एक बहुत मुख्य अवलोकन जो यहां आता है ये बुरे एसएनआर वास्तव में मेरी कैपेसिटी को समाप्त कर रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है क्योंकि अगर मैं स्मूथ आउट कर सकता हूँ मूल रूप से औसत एसएनआर लें वास्तव में मुझे एक अत्यधिक बेहतर संख्या मिलती है ठीक है तो ध्यान दें कि औसत एसएनआर का उपयोग करके प्राप्त कैपेसिटी वास्तव में उससे बहुत अधिक है जो मैं प्राप्त कर सकता हूं एर्गोडिक कैपेसिटी के साथ इसलिए यह अवलोकन संख्या 1 है हमें एसएनआर के कम होने पर उन चैनल कंडीशन्स के साथ बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि यह चैनल की कैपेसिटी को प्राप्त करने की हमारी काबिलियत को प्रभावित करने वाला है तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है अब मैं इसे आगे ले जाना चाहता हूं और आपको इस प्रश्न के बारे में सोचने या रिस्पांस देने के लिए कहना चाहता हूं अब मैं यह कैपेसिटी कैसे हासिल करूंगा तो मूल रूप से मेरे पास यह परिदृश्य है ठीक है कभी कभी यह γ1 कभी कभी γ2 कभी कभी γ3 है तो मैं इसे कैसे प्राप्त करूं दिया गया है कि मेरे पास एक एसएनआर γ1 है मैं कैपेसिटी C1 कैसे प्राप्त करूं यह कहकर कि मैं पहचानता हूं कि चैनल बहुत अच्छा नहीं है इसलिए मैं उपयुक्त मॉड्यूलेशन लागू करता हूं इसलिए मुझे मॉड्यूलेशन और चैनल कोडिंग को चुनना होगा याद रखें शैनन कैपेसिटी में चैनल कोडिंग शामिल है मैं इसे एफईसी एरर करेक्शन फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहता हूं इन दोनों का संयोजन मुझे गामा 1 को प्राप्त करने में मदद करेगा ठीक है तो मुझे कहने दें शायद यह है बाइनरी मॉड्यूलेशन के साथ कुछ कोडिंग इस कैपेसिटी को प्राप्त करती है अब मैं मूव करता हूं फिर γ1 से γ2 तक कैपेसिटी C2 प्राप्त करने के लिए वही बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज़ अब अगर मुझे उच्चतर कैपेसिटी प्राप्त करनी है तो मुझे मॉड्यूलेशन को बदलना होगा मुझे चैनल की कंडीशन्स से सही मिलान करने के लिए चैनल कोडिंग को बदलना होगा ठीक है तो जाहिर है और इसी तरह एक तीसरा चैनल है जो C3 की कैपेसिटी का γ3 है इसलिए मॉड्यूलेशन और एफईसी का यह विकल्प हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम वास्तव में उस कैपेसिटी को प्राप्त करने में सक्षम हो जिसे हम चाहते हैं ठीक है इसलिए उस तस्वीर को भी अपने दिमाग में रखें ठीक है इसलिए अब मैं इसे आगे ले जाना चाहता हूं अब चैनल कंडीशन कौन जानता है क्या ट्रांसमीटर को पता है कि चैनल कंडीशन्स क्या है सामान्य तौर पर नहीं आप सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं चैनल कंडीशन्स पर निर्भर करता हुआ सिग्नल रिसीवर पर एक हानि के साथ आएगा इसलिए रिसीवर चैनल कंडीशन्स जानता है इसलिए हमेशा Rx चैनल कंडीशन्स को जानता है ठीक है इसलिए हम आम तौर पर इसे चैनल स्टेट इनफार्मेशन सीएसआई के रूप में संदर्भित करते हैं ठीक है और डिफ़ॉल्ट रूप से हम जिस परिदृश्य को देख रहे हैं वह सीएसआईआर है इसका मतलब है कि रिसीवर को चैनल स्टेट इनफार्मेशन ज्ञात है और यह हमेशा सही होता है क्योंकि रिसीवर सिग्नल को प्राप्त करेगा और यह अनुमान लगाएगा लेकिन ट्रांसमीटर के पास जानकारी नहीं है मान लीजिए कि ट्रांसमीटर के पास जानकारी नहीं है हम किस बारे में बात कर रहे हैं चैनल स्टेट इनफार्मेशन यह γi है सही है आप जानना चाहते हैं कि तात्कालिक एसएनआर क्या है मान लेते हैं कि Tx के पास सीएसआई नहीं है आप क्या कर सकते हैं तो मूल रूप से अब समस्या उत्पन्न हो रही है मैं सर्वश्रेष्ठ संभव परिदृश्य हासिल करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास आउटेज नहीं होना चाहिए तो मैं कंडीशन इम्पोस करने जा रहा हूँ आउटेज नहीं ठीक है आउटेज से क्या मतलब है मैं कुछ ट्रांसमिट करता हूं लेकिन यह रिसीवर में एर्रोर्स के साथ प्राप्त होता है इसलिए यदि मैं वापस जाता हूं और उस परिदृश्य को देखता हूं जिसे हम देख रहे हैं तो अब इनमें से सबसे रोबस्ट ट्रांसमिशन स्कीम्स कौन सी है क्या यह 1 2 या 3 है सबसे रोबस्ट कौन सा है 1 सबसे रोबस्ट है क्योंकि आप अधिकतम एरर सुरक्षा के साथ न्यूनतम कांस्टलेसन आकार के साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं यह रोबस्ट आकार है क्योंकि आपसे त्रुटियां होने की संभावना है क्योंकि एसएनआर खराब है जबकि एक जो कैपेसिटी के लिए ऑप्टिमाइज़ है अक्रॉस अधिकतम इनफार्मेशन प्राप्त कर रहा है है γ3 लेकिन अगर मेरा ट्रांसमीटर इस जानकारी को नहीं जानता है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं मैं यह नहीं कह सकता कि पैकेट मुझे नहीं मिला क्योंकि अगर मैं γ3 मोड में ट्रांसमिट करता हूं जब यह वास्तव में γ1 चैनल कंडीशन्स हैं क्या होगा एर्रोर्स होंगी इसलिए मूल रूप से कोई आउटेज नहीं का मतलब कि मेरे पास एकमात्र विकल्प है जो भी मुझे C1 के लिए मिल सकता है उसके साथ रहना है क्योंकि यह सबसे रोबस्ट मोड है और मुझे नहीं पता कि यह γ1 γ2 या γ3 है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है इसलिए जो मूल रूप से कहता है कि अगर मैं नो आउटेज पर जोर देता हूं जब ट्रांसमीटर के पास इनफार्मेशन नहीं होती है आउटेज के बिना कैपेसिटी अगर आप इस पर जोर देते हैं तो वहाँ ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूं मैं आपको केवल C1 दे सकता हूं यह वह है जो आप एक चैनल से निकाल सकते हैं जो संभावित रूप से आपको 200 kbps दे सकता है जिससे आप केवल 2623 kbps प्राप्त करने जा रहे हैं फिर हम एक छोटा सा संशोधित प्रश्न प्राप्त करते हैं हम कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ आउटेज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं इसलिए आउटेज के साथ कैपेसिटी उसे प्रारम्भ करते हैं ताकि थोड़ा दिलचस्प होने लगे हम कहते हैं कि ठीक है हम कहते हैं कि γ1 अकर करता है आउटेज अनअवोइदेबल है आउटेज का मतलब है कि पैकेट माध्यम से नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं किस दर पर ट्रांसमिट कर सकते हैं आपको γ2 और γ3 के माध्यम से प्राप्त करना होगा इसलिए इसका मतलब है कि आप C2 को लक्ष्य कर सकते हैं क्योंकि C2 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह γ2 पर जाएगा निश्चित रूप से यदि चैनल γ3 है जो बेहतर है तो निश्चित रूप से यह ट्रांसमिशन एरर फ्री होकर जाएगा तो आउटेज के साथ कैपेसिटी P आउटेज 01 के साथ इसका मतलब है कि जब γ1 अकर करता है तो एर्रोर्स होने वाली हैं लेकिन मैं उस हिट को लेने जा रहा हूं तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन के तहत मैं C2 दर पर ट्रांसमिट कर सकता हूं जिसका अर्थ है कि मुझे एक बहुत अधिक वैल्यू 19194 kbps मिलेगा लेकिन यह मेरा थ्रूपुट नहीं है मेरा थ्रूपुट है 19194 × 1 P आउटेज केवल जब आप आउटेज में नहीं होते हैं तो आप उस कंडीशन को प्राप्त कर सकते हैं तो इसके साथ वास्तव में 1 01 09 है इतनी प्रभावी रूप से हमने जो हासिल किया है वह 17275 kbps है बहुत बेहतर इसलिए निश्चित रूप से अगर मैं थोड़ा लालची हो जाऊं और कहूं कि क्या मैं कर सकता हूं क्या मैं C2 में जा सकता हूं आप पाएंगे कि आउटेज की मात्रा वास्तव में अधिक है और आपका वास्तविक थ्रूपुट वास्तव में नीचे आता है शायद एक दिलचस्प वन ताकि उस पर एक नज़र डालें और देखें कि वास्तव में उसके साथ क्या होता है तो यह समग्र परिदृश्य है कि हां अगर मुझे ट्रांसमीटर पर चैनल इनफार्मेशन का ज्ञान नहीं है तो मुझे आउटेज की कुछ राशि के साथ ही रहना होगा यहां क्या बर्बाद हो रहा है है वहाँ समय हैं जब यह है γ1 चैनल कंडीशन्स जिस समय के दौरान आपने ट्रांसमिट किया है कोई बात नहीं क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं था और यह इनफार्मेशन लॉस्ट हो गई थी इसलिए आपने कुछ पॉवर बर्बाद कर दी